अगला तत्व जिस पर हम विचार करेंगे वह एक धारा स्रोत है तो जैसे विभवांतर स्रोत अपने टर्मिनलों के बीच दिए गए विभवांतर को बनाए रखता है एक धारा स्रोत इसके माध्यम से बहने वाली एक धारा को बनाए रखता है यह धारा स्रोत के लिए सरल है और यह तीर धारा परिभाषा की दिशा को दर्शाता है और यह योग I शून्य द्वारा दिया जाएगा इसलिए चूंकि निष्क्रिय साइन कन्वेंशन द्वारा धारा इस तरह से बह रहा है वी ने विभवांतर वी को इस तरह से परिभाषित किया तो धारा स्रोत क्या करता है यह एक धारा I बराबर रखता है I इसके पार विभवांतर से स्वतंत्र रूप से शून्य है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन टर्मिनलों ए और बी के बीच आपके पास कितना विभवांतर है I बराबर मैं शून्य धारा स्रोत से बह रहा होगा इसलिए इसका अर्थ है पहले की तरह तीर उस दिशा को इंगित करता है जिसमें धारा को परिभाषित किया जाता है कि धारा स्वयं सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है तो अगर मैं शून्य से 2 एम्पीयर होता हूं तो इसका मतलब यह है कि 2 एम्पीयर धारा स्रोत के माध्यम से ए से बी तक बहते हैं और अगर मैं शून्य शून्य से 3 एम्पीयर है तो इसका मतलब है कि शून्य से 3 एम्पीयर ए से बी तक बहती है यह ए से बी है क्योंकि अंदर तीर ए से बी तक खींचा जाता है इस मामले में जो तीन कहने जैसा ही है एम्पीयर B से A की ओर बहता है इसलिए वह सभी धारा स्रोत धारा के प्रवाह में अनुमान लगाता है भले ही उसमें कितना भी विभवांतर क्यों न हो जैसा कि विभवांतर स्रोत के साथ होता है हम धारा स्रोत की विशेषता को ग्राफिक रूप से दर्शाते हैं तो चलिए मान 3 एम्पीयर का एक धारा स्रोत लेते हैं और विभवांतर को इस दिशा में निष्क्रिय संकेत संवहन के अनुसार परिभाषित किया जाता है यह मैं है जो V है अब यह विभवांतर की परवाह किए बिना एक धारा बनाए रखता है इसलिए विशेषता क्षैतिज रेखा है और पर खींची गई है IV विमान इसलिए यह 3 एम्पीयर बनाए रखता है भले ही इसके पार कितना भी विभवांतर हो और इसी तरह अगर किसी अन्य मामले में यह माइनस 2 एम्पीयर होता है तो यह एक क्षैतिज रेखा होगी लेकिन एक्स अक्ष के नीचे जहां यह माइनस 2 एम्पीयर है इसलिए धारा स्रोत यही करता है जो धारा का प्रवाह बनाए रखता है अब एक सूक्ष्म बात है जिसे मैं यहां तकनीकी रूप से लाना चाहता हूं किसी भी चीज से जुड़े बिना इस तरह से एक धारा स्रोत को खींचना सही नहीं है क्योंकि हम कहते हैं कि मैं 3 एम्पीयर के बराबर लेता हूं और अगर मैं इस विशेष नोड को लेता हूं तो इससे जुड़ा कुछ और नहीं है और हम जानते हैं कि सभी धाराएं बह रही हैं नोड्स में किरचॉफ धारा कानून का पालन करना चाहिए तो इसका वास्तव में मतलब यह है कि इसे हमेशा किसी न किसी से जोड़ा जाना है यह कुछ सर्किट है और सर्किट में इस तरह एक धारा प्रवाहित होगा लेकिन निश्चित रूप से अतिरिक्त सर्किट में एक खींचना असुविधाजनक है हर बार जब आप एक धारा सोर्स खींचते हैं तो हम इस तरह से एक धारा सोर्स को बिना किसी से जुड़े हुए खींचते हैं लेकिन यह एक पूर्ण सर्किट नहीं है धारा स्रोत को किसी चीज से जोड़ा जाना है